तो अब आप वास्तव में ऐसा कैसे करते हैं जब आपको एक बड़ा मैट्रिक्स दिया जाता हैसही आपको एक बड़ा मैट्रिक्स Axb दिया जाता है इसलिए याद रखें कि हम जो चाहते हैं वह ब्लॉक्ड एल्गोरिदम है क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा एल्गोरिथ्म कैश एफिशिएंट हो इसलिए हम ब्लॉकिंग का उपयोग करना चाहते हैं सही क्योंकि इसमें O ऑपरेशनस शामिल हैं डेटाका आकार केवल n2 है लेकिन ऑपरेशनस की संख्या n3 है इसलिए मैं कैश को एफिशिएंटefficientउपयोग करने के लिए एक ब्लॉक्ड एल्गोरिदम का उपयोग करना चाहता हूं मैं जो करने जा रहा हूं वह इस प्रकार से फिर से लिखूंगा मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं मैं AxLU को विघटित करने की कोशिश कर रहा हूं A क्या है A एक पूर्ण मैट्रिक्स है और अगर मैं इन सभी मैट्रिक्स को ब्लॉक रूप में लिखता हूं यह वही है जो ऐसा दिखाई देगा और निश्चित रूप से ये प्रविष्टियां 0 होंगी और यहां ये प्रविष्टियां 0 होंगी सही तो मैं क्या करने जा रहा हूं मैं इस मैट्रिक्स को निम्नलिखित रूप में लिखने जा रहा हूं मैं इस ब्लॉक को देखने जा रहा हूं मैं इसे A00 कहने जा रहा हूं ठीक है मैं इस उप मैट्रिक्स को कॉल करने जा रहा हूं यह b x b ब्लॉक नहीं है ठीक है तो अगर यह एक n x n मैट्रिक्स है तो यह ब्लॉक b x b है इस उप मैट्रिक्स का आकार क्या है यह b x है ठीक है मैं इसे A01 कहने जा रहा हूं और मैं इस उप ब्लॉक को A10 के रूप में कॉल करने जा रहा हूं तो इसका आकार क्या है क्रॉस b और यह शेष उप मैट्रिक्स मैं A11 को कॉल करने जा रहा हूं यह आकार x का है ठीक है तो ये समान आकार के उप मैट्रिक्स नहीं हैं यह सिर्फ मैं कोने में एक b x b ब्लॉक पर नक्काशी कर रहा हूं इसी तरह मैं इस मैट्रिक्स को L00 में तोड़ने जा रहा हूंमुझे इसके लिए एक नाम रखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह 0s होने जा रहा है इस भाग को मैं L01 कहने जा रहा हूं और यह L11 होने जा रहा है इसी तरह यह U00 U01 है क्षमा करें यहL10 है L11 यह U00 U01 है और इस भाग को मैं U11 कहने जा रहा हूं इसलिए मैं अभी आपको इसके लिए फिर से लिखना चाहता हूं तो यह है कि मैं कैसे देख रहा हूँ मैट्रिसेजA00 A01 A10 A11L00 L10 L11यह 0 हैU00 U01 U11 और यह 0 हैठीक है अतः मुझे केवल उन समीकरणों को लिखना चाहिए जो हमें मिलते हैं तो A00 क्या है अतः U के दाहिने कॉलम के साथ L की पहली पंक्ति को गुणा करें तो मुझे क्या मिलेगा L00 को U00 से गुणा करने पर मुझे A00मिलता है यदि मैं U के दाएं भाग के साथ L के शीर्ष भाग को गुणा करता हूं तो क्या होगा मुझे A01L00U01मिलता है अब मैं U के बाएं हिस्से के साथ L के निचले हिस्से को गुणा करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा A10L10U00 और अंत मेंA11L10U01 L11U11 ठीक है इसलिए अब हम एल्गोरिथ्म के बारे में बात करने जा रहे हैं ब्लॉक्ड एल्गोरिथ्म एलयू फैक्टराइजेशन करने के लिए ठीक है तो यहाँ है मैं यह कैसे करता हैं इसलिए पहली बात यह है कि मैं यह कदम उठाता हूं L00U00 के बराबर A00 को फैक्टराइजकरके L00 औरU00 की गणना करता हूं ठीक है मैं यह कैसे करूँ मैं यह क्रमिक रूप से कर सकता हूं तो हमने पिछली स्लाइड में क्या कदम उठाए हैं सही हमने यहाँ क्या देखायह पूरी बात थी कि आप कैसे एलयू फैक्टराइजेशन करते हैं ठीककेवल एक चीज यह है कि हम इसे पूरे मैट्रिक्स के लिए नहीं कर रहे हैं हम इसे केवल एक ब्लॉक के लिए कर रहे हैं इसलिएA00 मैं करूंगा मैं एक b x b ब्लॉक उठाऊंगा और मैं इसे फैक्टराइजकरूँगा मैं इसका एलयू फैक्टराइजेशन करूँगा मैं L00 U00 प्राप्त करता हूं अब जब मेरे पास L00 और U00 हैमैं U01 की गणना कर सकता हूंमैं जानता हूं की A01L00U01 और U ऊपरी त्रिकोणीय है तो आइए इसे थोड़ा और विस्तार से देखें यहाँ क्या हो रहा है इसलिए A01बराबर है तो मेरे पास एक मैट्रिक्स ब्लॉक A है यह b x b है यह A है यह L के बराबर है जो निचली त्रिकोणीय है U जो एक पूर्ण मैट्रिक्स है U01 ऊपरी त्रिकोणीय नहीं है ठीक हैU00 ऊपरी त्रिकोणीय है U01 पूर्ण सही है क्योंकि संपूर्ण U मैट्रिक्स ऊपरी त्रिकोणीय है तो U01 भाग भरा हुआ है ठीक है इसलिए मुझे यही हल करना है मैं इसे कैसे हल करूं थोड़ी देर पहले हमने सीखा कि Lx bको कैसे हल किया जाए जहां L निचली त्रिकोणीय था तो एक निचली त्रिकोणीय मैट्रिक्स बार एक वेक्टर एक अन्य वेक्टर के बराबर है हमने सिर्फ यह सीखा कि यह कैसे करना है तो क्या होगा अगर मेरे पास वैक्टर का एक और सेट है तो वही निचला त्रिकोणीय मैट्रिक्स लेकिन अगर मेरे पास हल करने के लिए वैक्टर का एक और सेट है तो मैं इसे केवल इस कॉलम में जोड़ सकता हूं ठीक है तो x1 x2 ये 2 अलग अलग वैक्टर हैं और मुझे b1 b2 मिलता है और मैं उनके लिए हल कर सकता हूं ठीक है क्योंकि इस निचले त्रिकोणीय मैट्रिक्स टाइम्स पहला कॉलम का प्रोडक्ट क्या हैं जो आपको A का पहला कॉलम देगा यह निचला त्रिकोणीय मैट्रिक्स बार दूसरा कॉलम आपको A और इसी तरह का दूसरा कॉलम देगा हम पहले ही देख चुके हैं कि Lx को b के बराबर कैसे करें जो कि सिर्फ बैक प्रतिस्थापन हैसही तो यहाँ आप सिर्फ एक साथ वैक्टर के एक सेट पर प्रतिस्थापन कर रहे हैं वास्तव में यह ऑपरेशन क्या था यह ऑपरेशन था हमने इसे TRSV कहा यह ऑपरेशन है कहा जाता है को TRSM कहा जाता है दाहिने हाथ की ओर तो ये मानक संचालन हैंआप उन्हें सभी रैखिक बीजगणित लाइब्रेरीज में पाएंगे ठीक है तो क्या बात है मुद्दा यह है मुझे पता है कि इसे कैसे हल किया जाएA01 L00 U01 यहां A01 का क्या आकार है यह b x b नहीं है इसके बजाय यह फॉर्म b x का हैयह b x b मैट्रिक्स के बराबर हैयह b x a है इसे कैसे किया जा सकता है मुझे पता है कि TRSM कैसे करना है यह निचला त्रिकोणीय है ठीक है लेकिन यह सिर्फ वैक्टर का लोड हैमैं इसे केवल b x b के ब्लॉक में चुन सकता हूं और यह b x b के ब्लॉक में भीऔर यह कुछ नहीं है लेकिन यह पहले निचले त्रिकोणीय मैट्रिक्स टाइम्स यह पहला ब्लॉक हैऔर यह दूसरा ब्लॉक कुछ भी नहीं है लेकिन यह निचला त्रिकोणीय मैट्रिक्स टाइम्स दूसरे ब्लॉक और इतने पर सही है तो मैं ब्लॉक बाइ ब्लॉक करके ये काम कर सकता हूं ठीक है इसलिए आइए हम एल्गोरिथ्म पर वापस आते हैं इसलिए मैंने U01 की गणना त्रिकोणीय हल मैट्रिक्स से कीठीकA01 L00 U01 ठीक है और अब मैं L10 भी गणना कर सकता हूंठीक क्योंकि A10 L10 U00 U00 ऊपरी त्रिकोणीय है इसलिए यह फिर से वही ऑपरेशन है त्रिकोणीय मैट्रिक्स सॉल्व बस यह कि एक निचले त्रिकोणीय मैट्रिक्स के बजाय मेरे पास एक ऊपरी त्रिकोणीय मैट्रिक्स है तो मैंने अब तक क्या गणना की है मैंने पहले चरण में L00और U00की गणना की मैंने तीसरे चरण में दूसरे चरण L10 मेंU01 की गणना की अब मैं क्या L11 और U11 की गणना करने के लिए छोड़ दिया गया सही तो मुझे इस अंतिम समीकरण का उपयोग करने दें तो मेरे पास क्या है मेरे पास A11 L10 U01L11 U11 मैं फिर से लिख सकता हूं L11 U11 A11 L10 U01 तो मैंने पहले ही एल L10 और U01 की गणना की है ठीक है इसलिए मैं उन्हें गुणा कर सकता हूं और A11 से घटा सकता हूं तो यह ऑपरेशन क्या है यह मैट्रिक्स गुणा हैमैं बस दो मैट्रिसेस को गुणा कर रहा हूंहमने पहले ही देखा है कि कैसे कि कैसे ब्लॉक्ड तरीके से किया जाए और इसे कैसे समानांतर किया जाए तो मैं A11 L10 U01 से घटाता हूं मुझे क्या मिलेगा मुझे एक नया मैट्रिक्स मिलता है आइए हम इसेA11कहते हैं और A11 कुछ भी नहीं है लेकिन मेरे मूल अंकन में L11 U11 है तो मुझे L11 U11 कैसे मिलता है खैर मुझे एक मैट्रिक्स A11 मिला है जो कि L11 U11 माना जाता है अब मैं L11 U11 कैसे प्राप्त करने जा रहा हूं छात्र रिकसिवली रिकसिवली फिर से वही काम करें इस चरण पर A11 अपडेट करेंअपडेट करने के बाद मैं इसे A11कह रहा हूं और अंत में रिकसिवलीहल करता हूंA11 L11 U11और जब तक मुझे पूरे L और U प्राप्त नहीं हो जाता तब तक मुझे ब्लॉक का अगला सेट दिया जाएगा तो यह एलयू फैक्टराइजेशन करने के लिए ब्लॉक्ड एल्गोरिथ्म है और हम इसे कैसे समानांतर कर सकते हैं तो हमें बस जल्दी से देखते हैंमैं यहाँ पर कोई भी ओपनएमपी प्रोग्राम नहीं लिखने जा रहा हूँ लेकिन हमें जल्दी से यह देखना है कि हम इसे कैसे समानांतर करेंगे तो पहला ऑपरेशन मुझे इसे क्रमिक रूप से करने देंयह कोड की अड़चन नहीं हैकोड की अड़चन कहां है यह अपडेट A11 सबसे महंगा हिस्सा है इसलिए मुझे लगता है कि मेरे पास बहुत बड़े मेट्रिसेस ठीक हैं क्योंकि छोटे मेट्रिसेस हैं यह इतना दिलचस्प नहीं है ठीक हैआप पैरेललिज्म का उपयोग करके उन्हें गति देने में इतनी दिलचस्पी नहीं रखते हैंऔर इसी तरह सहीआप केवल तभी रुचि रखते हैं जब आपके पास विशाल मैट्रिसेसहों और अधिकांश वैज्ञानिक समस्याओं के अधिकांश सिमुलेशन में आप विशाल मैट्रिसेस के साथ काम कर रहे हों तो यह निश्चित रूप से एक अड़चन है यह सबसे बड़ी अड़चन है क्यों क्योंकि यह पूर्ण मैट्रिक्स है और इसमें n - b3 ऑपरेशन शामिल हैं अगले स्तर पर आप चरण 2 और 3 का अनुकूलन करना चाहेंगे चरण एक का एक अपघटन है तो यह चीजों की पूरी योजना में बहुत छोटा है इसलिए मुझे इस भाग को क्रमवार लिखने में कोई आपत्ति नहीं है इसे क्रमवार लिखता हूं मैंने यहाँ पर सभी चरणों को समझाया ठीक है गॉसियन उन्मूलन का उपयोग करके ALU को कैसे विघटित किया जाए मैं चरण 2 और 3 को कैसे समानांतर कर सकता हूं क्या चरण 2 और 3 समानांतर में हो सकते हैं हाँ वे दोनों इस बात पर निर्भर हैं कि मुझे यहाँ L00 की क्या आवश्यकता है और मुझे यहाँ U00 की आवश्यकता है और दोनों की गणना चरण 1 में की जाती है इसलिए मेरे पास दोनों हैं इसलिए चरण 2 और चरण 3 के बीच कोई अन्य निर्भरता नहीं है इसलिए मैं उन्हें केवल समानांतर और यहां तक कि जब मैं उन्हें समानांतर में कर सकता हूं सही जैसा कि मैंने कहा ठीक है हम इनमें से प्रत्येक को छोटे ब्लॉकों में विभाजित कर सकते हैं और बस एक समय में एक ब्लॉक पर काम कर सकते हैं बस इसे थ्रेड्स में वितरित करें तो ओपनएमपी में मैं इस b x ब्लॉक को ब्लॉक विभाजित करता हूं बहुत सारे b x b ब्लॉक और बस एक अरे में ' pragma omp for' के लिए उपयोग करता हूं और उन्हें थ्रेड्स में विभाजित करता हूंया हो सकता है कि कार्यों का उपयोग करें और उन्हें विभाजित करें इस कार्य को विभिन्न थ्रेड्स में वितरित करें और अंत में चरण 4 के लिए जो कि मैट्रिक्स गुणा है हम पहले से ही जानते हैं कि कैसे करना है ठीक है आप इसे बहुत सारे b x b ब्लॉकों में विभाजित करते हैं और आप ब्लॉक मैट्रिक्स गुणा करते हैं और फिर आप रिकसिवली जाते हैं और इसे हल करते हैं तो वह एलयू फैक्टराइजेशन है और समानांतर में रैखिक समीकरणों की एक प्रणाली को हल कर रहा है यह वास्तव में अधिकांश वैज्ञानिक या उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग कोड में लागू किया जाता है जो आप नेट पर देखेंगे इसे इसी तरह लागू किया जाता है